गैर समरूप ऊष्मा समीकरण तो पिछले वीडियो में स्वागत है हमने देखा कि अर्ध अनंत डोमेन के लिए x0पर एक ऊष्मा समीकरण को कैसे हल किया जाए जो कि प्रारंभिक डेटा और सीमा डेटा के साथ शून्य से अनंत तक है इसलिए जब आप दो अलग अलग प्रकार के सीमा डेटा देते हैं तो क्या वह उस छोर पर अछूता रहता है या आप उस समय शून्य तापमान बनाए रखते हैं इसलिए दोनों समस्याओं को सीमा की स्थिति के आधार पर फंक्शन को सम या विषम कार्यों के रूप में विस्तारित करके हल किया जाता है जैसे कि हमने तरंग समीकरण के लिए किया है तो यह तकनीक हम पहले ही एक तरंग समीकरण के लिए देख चुके हैं और फिर हम देखते हैं कि ऊष्मा समीकरण के लिए प्रारंभिक मूल्य समस्या का समाधान वास्तव में कुछ अभिन्न प्रकार का समाधान है तो हमने अभी देखा है कि उस अभिन्न समाधान का कर्नेल वास्तव में कुछ फ़ंक्शन है जो हमने देखा है तो फिर हमने गैर समरूप ऊष्मा समीकरण को देखा ताकि हमारे यहां ut 2uxxhxt हो और इसे हम दो समस्याओं में विभाजित करके हल कर सकते हैं एकuxtu1xt u2xt सजातीय समस्या है u1t 2u1xx0 प्रारंभिक डेटा के साथ मुख्य गैर सजातीय समस्या के लिए जो कुछ भी दिया गया है यानी कि u1x0f और दूसरी समस्या u2t 2u2xxhxt है जोके गैर सजातीय समीकरण को संतुष्ट करती है u2x00 प्रारंभिक डेटा के साथ तो डोमेन पूर्ण डोमेन x∈R है इसलिए यदि हम सजातीय समीकरण के लिए प्रारंभिक मूल्य समस्या के समाधान को जानते हैं तो वास्तव में सुषमा समीकरण है जिसका हम समाधान जानते हैं और जो हम नहीं जानते वह यह दूसरा भाग है u2xt इसलिए यदि हम u2xt को हल करते हैं तो हम इस u1xt और u2xt को जोड़ सकते हैं प्रारंभिक मान समस्या के समाधान में गैर समरूप ऊष्मा समीकरण के लिए तो आइए पहले गैर समरूप समस्या को लें ut 2uxxhxt x∈R t0 और ux0f तो इस गैर सजातीय समस्या का एक अनूठा समाधान है जिसका अर्थ है कि इसका अधिक से अधिक एक समाधान है क्योंकि हम इस गैर सजातीय समीकरण का समाधान नहीं जानते हैं इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि इसका कोई समाधान है लेकिन आप कह सकते हैं कि इसका सबसे अधिक समाधान है इसके साथ एक समाधान तो इस समस्या के लिए आपके पास दो से अधिक समाधान नहीं हैं हम आसानी से दिखा सकते हैं कि u1xt और u2xt दो समाधान हैं तो हमेशा की तरह आप एक विचार करते wxtu1xt u2xt इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो wxt ऊष्मा समीकरण को संतुष्ट करता है इसलिए wt 2wxx0u1t u2t 2u1xx u2xxu1t 2u1xx u2t 2u2xxhxt hxt0 तो अब wxt सजातीय समीकरण और प्रारंभिक स्थिति wx00 को संतुष्ट करता है तो हमने ऊर्जा तर्क से देखा है कि इस समस्या का एक अनूठा समाधान है प्रारंभिक डेटा के साथ सजातीय समीकरण का एक अनूठा समाधान हैऔर स्पष्ट रूप से wxt 0 ∀x उपरोक्त प्रारंभिक मान समस्या को संतुष्ट करता है तो इसका मतलब है कि यह अनूठा समाधान होना चाहिए जिसका अर्थ है u1xt u2xt तो इसका मतलब है कि प्रारंभिक डेटा के साथ गैर सजातीय समीकरण में अधिकतम एक समाधान है इसलिए यदि आप एक समाधान तैयार कर सकते हैं जो इस समस्या का अनूठा समाधान होना चाहिए तो मैं एक कुख्यात तरीके से निर्माण करती हूं तो कुछ विशेष तरीके से मैं इस गैर सजातीय समीकरण u2t 2u2xxhxt के समाधान का निर्माण करने का प्रयास करती हूं शून्य प्रारंभिक डेटा u2x00के साथ तो u2xt हम इसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे इसलिए एक बार जब आप इसेप्राप्त u2xt कर लेते हैं तो अब यदि आप fx0 लेते हैं तो इस समस्या का अब एक समाधान है यदि मैं एक समाधान का निर्माण करती हूं तो इसका मतलब है कि आपके पास समाधान हैतो आपके पास एक यूनिक समाधान है तो हम यह कैसे करते हैं तो हम इससे u2x t का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं एक विशेष तरीके तो मुझे कुछ ऐसा ही बनाने दें जिसे आप मानते हैं yt जहां y एक आश्रित चर है t स्वतंत्र चर है अब इस रैखिक समीकरण पर विचार करें dydt Ayh जहाँ A एक अचर है t0 के लिए तो यह यदि आपके पास है और प्रारंभ में आपके पास y0c है जहां c स्थिर है तो दी गई प्रारंभिक शर्त के साथ इस साधारण विभेदक समीकरण का हल क्या है इसलिए यदि आप ODE देखते हैं तो हम जानते हैं कि e At समाकलन कारक है इसलिए ddte Atye Ath तो अब आप दोनों पक्षों को इंटीग्रेट करते हैं 0tddte Aty0te Ashdst एक डमी वैरिएबल है इसलिए मैं e Ash के रूप में लिख सकती हूं तो यह मुझे मेरा समाधान e Atytc0te Ashds देगा तो अब क्या उपाय है आप देख सकते हैं ताकि इस समस्या को eAt इस फंक्शन एक कहा जाता प्रॉपगेटर है यदि hs0 तो ytceAt प्रारंभिक डेटा के साथ सजातीय समीकरण का हल है तो प्रोपेगेटर ऑपरेटर इस प्रारंभिक डेटा को लेता है और यह इस गैर सजातीय डेटा पर भी कार्य करता है तो इसके साथ ही हम प्रारंभिक डेटा के साथ इस साधारण निवेदक समीकरण के लिए जो कुछ भी हो रहा है उसके समानांतर चीजें बना सकते हैं तो यदि आप कर सकते हैं तो आप इन पंक्तियों के साथ ऊष्मा समीकरण के लिए समानांतर चीजें बना सकते हैं तो यह आपके पास है ut 2uxxhxt तो यह वही है जो आपके पास x∈R और t0 के लिए और प्रारंभिक डेटा क्या है ux0f तो आइए हम केवल uxt पर विचार करें हम इस u2 को विशेष स्थिति के रूप में मानेंगे तो मान लीजिए कि आप इस प्रारंभिक डेटा के साथ उपरोक्त गैर सजातीय समस्या को हल करते हैं अब यदि आप उपरोक्त ODE के साथ यहाँ समानांतर चित्र बनाते हैं तो प्रश्न यह है कि प्रॉपगेटर क्या है तो प्रोपेगेटर वास्तव में उपरोक्त ODE में प्रारंभिक डेटा के साथ सजातीय समीकरण हल करता है तो यहां सजातीय समीकरण क्या है तो अगर मैं यहां पर विचार करती हूं तो यह ut 2uxx0 को संतुष्ट करती हुई होनी चाहिए और प्रारंभिक डेटा ux0f है तो अगर मैं ODE के समानांतर खींचती हूं जहां eAt निरंतर प्रारंभिक डेटा c पर कार्य करने वाला प्रोपेगेटर ऑपरेटर है तो यहाँ क्या होता हैut 2uxx0 मुझे पता है यहाँ uxt ∞Sx ytfdy समाधान हैदिए गए प्रारंभिक डेटा के लिए तो मेरा प्रोपेगेटर कारक ∞Sx yt ∞fdyहै प्रारंभिक डेटा पर कार्य करते हुए मैं इसे Ftfx ∞Sx ytfdy रूप में भी लिख सकती हूं इसलिए मैं ODE के आधार पर इसका अनुमान लगा रही हूं इसलिए हम यहां समानांतर काम करते हैं तो अब अगर मैं y0 0 प्रारंभिक डेटा लेती हूं तो ODE में समाधान क्या है तो यह मुझे yt0teAhds समाधान के रूप देगा यदि आप इसे लिख सकते हैं तो u 2t 2u2xxhxtका समाधान शून्य प्रारंभिक डेटा u2x00 के साथ u2xt0t ∞Sx yt shysdyds है जहाँ प्रॉपगेटिंग कारक गैर समरूप पद पर कार्य कर रहा है तो जिस समस्या को मैं ढूंढ रही हूं उसके समाधान के लिए मेरा अनुमान यही है सिर्फ इस साधारण विभेदक समीकरण को देख कर शून्य एक प्रारंभिक डेटा के इसलिए यदि आप यह कहना चाहते हैं कि यह समाधान है तो आपको इसे सत्यापित करना होगा तो u2xt को u2t 2u2xxhxtगैर सजातीय समीकरण को संतुष्ट करना होगा u2x00 प्रारंभिक डेटा के साथ तो आप आसानी से देख सकते हैं कि t0 पर इंटीग्रल00 ∞Sx yt shysdyds0 तो स्पष्ट रूप से यह संतुष्ट करता है u2x00 प्रारंभिक डेटा और आपको बस यह देखना है कि यह गैर समरूप समीकरणों को संतुष्ट करता है तो इसके लिए आप u2t की गणना करतेइसलिए यदि आप uxt को लाइबनिट्ज़ नियम के आधार पर डिफरेंसिएट करते हो तो आप को u2t ∞Sx y0hytdy0t∂t ∞Sx yt shysdyds मिलेगा और आप देख सकते हैं कि Sx y0 और कुछ नहीं बल्कि आपका δ फंक्शन है और यदि आप देखते हैं कि यहSx yt s ऊष्मा समीकरण को संतुष्ट करता है तो हम इसे कैसे देखते हैं तो हम जानते हैं कि sxt ऊष्मा समीकरण को संतुष्ट कर रहा है अब आप यह दिखाना चाहते हैं कि Sx yt s भी ऊष्मा समीकरण को संतुष्ट कर रहा है इसलिए इसके लिए आप इसे S1xtSx yt sकह सकते हैं इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो S1t 2S1xxS1t st s∂t 2x yS1x yx y∂x∂∂x जो है S1 2S1 तो लेकिन हम जानते हैं कि यह एकदम ST 2SXXके बराबर है S1 और S1की जगह बदलते हुए तो यह ST 2SXX है हम जानते हैं कि यह शून्य है क्योंकि Sxt ऊष्मा समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो उस अर्थ में Sx yt s भी ऊष्मा समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो अगर आप वास्तव में इस डेरिवेटिव 0t∂t ∞Sx yt shysdyds को अंदर ले जाते हैं और आप इसे 0t ∞∂tSx yt shysdyds लिख सकते हैं तो अगर आप ऐसा करते हैं क्योंकि यह ऊष्मा समीकरण को संतुष्ट करता है आप देख सकते है कि ∂tSx yt s22x2Sx yt s इसलिए 0t ∞∂tSx yt shysdyds 20t ∞2x2Sx yt shysdyds बन जाता है इसलिएu2t u2t ∞δhytdy20t ∞2x2Sx yt shysdyds हो जाताहै तो यदि आप इसे संचालित करते हैं ∞δhytdyयह कुछ और नहीं बल्कि hxt है अब यह एक 0t ∞2x2Sx yt shysdydsहै मैं 2x2 को बाहर ले जा सकती हूं तो मैं इसे 2x20t ∞Sx yt shysdyds लिख सकती हूं तो यह और कुछ नहीं केवल 2x2u2xt है इसलिए u2t hxt2u2xxहै तो इसका अर्थ है यह u2t 2u2xx और कुछ नहीं बल्किhxt है तो इसका मतलब है कि u2xt गैर समरूप ऊष्मा समीकरण को संतुष्ट करता है और यह t0 पर भी संतुष्ट करता है तो एक बार जब आप u2x t को जान लेते हैं तो आप ut 2uxxhxt गैर समरूप समीकरण का अपना हल लिख सकते है प्रारंभिक डेटा के साथx∈R और t0 के लिए आपको जो मिलता है वह uxtu1xt u2xt है जहां u1xt प्रारंभिक डेटा u1x 0f के साथ समरूप समीकरण का हल है और u2xt प्रारंभिक डेटा u2x00 के साथ गैर सजातीय समीकरण का समाधान है इसलिएuxt ∞Sx ytfdy0t ∞Sx yt shysdyds है ∀x∈R t0 के लिए तो प्रारंभिक डेटा ux0f के साथ गैर सजातीय ऊष्मा समीकरण के लिए यह मेरा समाधान है तो आप इस तरह से समाधान ढूंढ सकते हैं इसलिए आपने जिस तकनीक का उपयोग किया है वह सामान्य निवेदक समीकरण के लिए इस प्रारंभिक मूल्य समस्या के समानांतर खींचना है और केवल एक समाधान का अनुमान लगाना है और आपने अभी सत्यापित किया है कि यह एक समाधान है और चूंकि समाधान अद्वितीय है और आपके पास एक से अधिक समाधान नहीं हो सकते अभी तक हमने अनंत छड़पर विचार किया ∞ इस गैर समरूप समीकरण के लिए इसलिए आप अर्ध अनंत छड़ पर भी ऐसा ही 0 ∞ कर सकते हैं आपके पास गैर समरूप समीकरण हो सकता है तो आइए हम विचार करें ut 2uxxhxt पर 0x ∞ और t0 के लिए तो अब आपके पास प्रारंभिक डेटा ux0f है और सीमा पर अब तक हमने केवल ux0t0 या u0t0 पर विचार किया है या तो आप इंसुलेट करते हैं या आप तापमान शून्य रखते हैं मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए तो आपके पास एक सामान्य स्थिति u0tp हो सकती है तो अगर आपके पास सामान्य सीमा की स्थिति अभी भी है तो आप दिखा सकते हैं कि आप इस समस्या को हल कर सकते हैं तो यह ऊष्मा समीकरण गैर सजातीय ऊष्मा समीकरण के लिए प्रारंभिक सीमा मान समस्या है मैं यह कैसे करूँ तो मैं इस सीमा को u0tpt0 के रूप में बनाना चाहता हूं यदि मेरे पास यह सीमा है तो मुझे पता है कि इसका समाधान है तो चलिए पहले इसे हल करते हैं तो यदि आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए vxtuxt p है यदि आप इसे लेते हैं तो v0tu0t ptpt pt0 है तो आप देख सकते हैं कि यह प्रारंभिक डेटा को संतुष्ट करता है और क्योंकि uxt गैर सजातीय समीकरण को संतुष्ट कर रहा है इसलिए यह मुझे uxtvxtp देता है अत चूँकि यह गैर सजातीय समीकरण को संतुष्ट करता है इसलिएvtpt 2vxxhxt है तो इसका मतलब हैvt 2vxxhxt pt तो vxt गैर सजातीय समीकरण संतुष्ट और गैर सजातीय अवधि hxt pt हो जाता है x 0 औरt0 के लिएऔर सीमा डेटा v0t0 है और प्रारंभिक शर्त vx0fx p0है p बस एक स्थिरांक है तो आप इसे fx p0g कहते हैंइसे आप गैर सजातीय शब्द hxt pth1xt कहते हैं तो अब यही समस्या है तो यदि आप इस परिवर्तन का उपयोग करते हैं तो आपको जो मिलता है वह रूपांतरित प्रारंभिक सीमा मूल्य समस्या है तो रूपांतरित प्रारंभिक सीमा मान समस्या यह संतुष्ट करती है कि यह गैर सजातीय समीकरण सीमा डेटा अब शून्य है और प्रारंभिक स्थिति कुछ g है इसलिए क्योंकि यह सीमा की स्थिति शून्य है आप इसमें शामिल फंक्शन का विस्तार कर सकते हैं h1 v और g आप एक विषम फंक्शन के रूप में विस्तार करते हैंऔर फिर प्रारंभिक डेटा के साथ गैर सजातीय समाधान के समाधान का उपयोग करते हैंजो हमने पहले प्राप्त किया था जो हमें केवल x0 के लिए चाहिए तो x0 के लिए यदि आप समाधान चाहते हैं तो सीमा की स्थिति स्वचालित रूप से संतुष्ट हो जाती है यदि आप वास्तव में इस फ़ंक्शन h1 v और g का विस्तार करते हैं तो आप एक विषम फंक्शन के रूप में विस्तार करते हैं यह वह तकनीक है जिसे मैंने तरंग समीकरण के लिए भी किया है और पहले सजातीय गर्मी समीकरण के लिए भी तो आप बस इन अज्ञात फंक्शन vxt के इस अजीब विस्तार करते हैं और गैर सजातीय फंक्शन h1xt आप इसे विषम फंक्शन के रूप में विस्तार करते हैं 0 ∞से ∞ तक इसलिए यदि आप यह विषम विस्तार करते हैं तो यह आपको केवल vविषमxtvxt x0 v xtx0 तो आप इसे इस तरह बढ़ाते हैं इसी तरह आप इसे h1विषमxth1xt x0 h1 xtx0 के लिए करते हैं तो इसे इस तरह करें ताकि x0 पर मान शून्य हो सभी समय के लिए ∀t ताकि आपको केवल एक बिंदु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए आपके पास g भी है इसलिए आप gविषमxgx x0 g x x0 का विस्तार करते हैं अब क्या होता है vविषमx t भी अब इस गैर सजातीय समीकरण को संतुष्ट करता है क्योंकि x0 के लिए यह गैर सजातीय समीकरण को संतुष्ट करता है और आप आसानी से देख सकते हैं कि x0 यह v xt है जो इसे भी संतुष्ट करता है समीकरण वह vविषमt 2v विषमxxh1xt x0 h1 xtx0 है x 0के लिए vxt इस गैर सजातीय समीकरण को संतुष्ट करता है अन्यथा x0 के लिए यदि आप वास्तव में v xt को गैर सजातीय समीकरण प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको जो मिलता है वह h1 xtको संतुष्ट करता हुआ होगा मतलब आपके पास h1xt है मैं जो और कुछ भी नहीं केवल h1 xt है x0 के लिए यह हम पहले से ही एक विषम फंक्शन के रूप में विस्तारित कर चुके है जो और कुछ भी नहीं है केवल h1विषमxt है तो यह इस गैर सजातीय समीकरण को संतुष्ट करता है और आपके पास यह सीमा शर्त है जो अब स्वचालित रूप से संतुष्ट है अब हमें देखना है कि vx0क्या है इसलिए vविषमx0gविषमx अब यह प्रत्येक ∀x∈R t0 के लिए है इस समस्या को हमने पहले व्याख्यान में हल किया था इसलिए यह है uxt ∞Sx ytfdy0t ∞Sx yt shysdyds ∀x∈R t 0 ऐसी समस्या का समाधान जहां आपके पास गैर सजातीय डेटा के साथ गैर सजातीय समीकरण है यह आपका समाधान है इसलिए समाधान प्राप्त करने के बाद फिर x 0 पर प्रतिबंधित कर दीजिए केवल यही अर्ध अनंत रेखा 0 ∞ के लिए आपका समाधान तो हम लिख सकते है कि vxtvविषम x0 ∞Sx ytg विषमydy0t ∞Sx yt sh1 विषमysdyds आप बस अब स्थानापन्न करें अब आपका h1विषम और gविषम क्या है और आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि यह आपका समाधान क्या है और जहां भी x है x0 है यह x पॉजिटिव के लिए समाधान है तो आप इसे प्रतिबंधित करते हैं यह वास्तव में यह अभिव्यक्ति लिए x0 केलिए भी मान्य है लेकिन आपका समाधान केवल x0 के लिए है तो gविषम समाकल आपसे विभाजित कर सकते हैं 0 ∞ gविषमg ∞ 0 g विषम g और आप और सरलीकरण कर सकते हैं इसलिए यदि आप स्थानापन्न करते हैं तो यह एक अलग रूप लेगा जो आप स्वयं कर सकते हैं तो उपरोक्त vxt सीमा की स्थिति के साथ सामान्य गैर सजातीय समीकरण का समाधान सामान्य डेटा है तो यह उस बिंदु पर है कि आपको केवल शून्य तापमान बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है इसलिए अर्ध अनंत छड़ एक छोर पर आपको शून्य तापमान बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है या आप इसे इन्सुलेट करते हैं आप निरंतर तापमान बनाए रख सकते हैं या आप वास्तव में बदल सकते हैं समय के साथ तापमान रूप से फ़ंक्शन p सामान्य के रूप में यदि आप ऐसा करते हैं तो इस समस्या का समाधान है और हमने देखा है कि यह अद्वितीय भी है तो जब आप शून्य तापमान रखते हैं या इसे इन्सुलेट करते हैं तो एक छोर के साथ ऊर्जा तर्क आप उस समाधान को अद्वितीय जानते हैं तो आप इस सामान्य समस्या को इस प्रकार में कम करते हैं और इसका एक अनूठा समाधान है जिसका अर्थ है कि यदि vxt अद्वितीय है uxt भी अद्वितीय हैतो यह समस्या सामान्य समस्या भी आपके पास है एक अनूठा समाधान यहाँ इस तरह से बनाया गया है तो यह है कि हम ऊष्मा समीकरण के लिए कुछ सीमा और प्रारंभिक मूल्य समस्या को हल कर सकते हैं ऊष्मा समीकरण 1 आयामी है तो जब डोमेन असीमित है जो ∞ ∞ या अर्ध अनंत है तो अगले वीडियो में हम एक सीमित अंतराल में ऊष्मा समीकरण को हल कर सकते हैं ताकि आप विचार कर सकें कि यह एक ऐसी स्थिति की तरह है जैसे आपके पास एक अगर है मेरे पास एक परिमित छड़ है और शुरू में आप उस पर तापमान देते हैं और फिर आपके पास दो सीमाएँ होती हैं दोनों छोर आप एक शून्य तापमान या समान तापमान बनाए रख सकते हैं या आप एक छोर को इन्सुलेट कर सकते हैं आप दूसरे छोर को रख सकते हैं आप कुछ तापमान बनाए रख सकते हैं या आप वास्तव में सामान्य रूप से बनाए रख सकते हैं p एक छोर आप हमेशा तापमान के रूप में बनाए रखते हैं p दूसरे छोर q हर समय यह एक समय के साथ बदलता रहता है और फिर एक प्रसार क्या है एक समय में तापमान कैसे बदलता है यही वह है जो एक सीमित डोमेन 0 से L में ऊष्मा समीकरण के लिए प्रारंभिक सीमा मूल्य समस्या को हल कर रहा है जो कि एक रॉड है 0 से L के साथ सीमा डेटा जो u0tp और uLtq है तो यह और शुरू में आप देते हैं कि t0 पर तापमान क्या है रॉड का तापमान क्या है जो x का कुछ फंक्शन है तो इस सामान्य समस्या को आप इसमें से एक स्टर्म लिउविल समस्या को निकाल कर इसका उपयोग करके हल कर सकते हैं क्योंकि यह एक परिमित डोमेन है जिसे हमने तरंग समीकरण के लिए भी देखा है तो एक परिमित डोमेन में ऊष्मा समीकरण के लिए यह प्रारंभिक सीमा मूल्य समस्या हम हमेशा एक स्टर्म लिउविल समस्या निकाल सकते हैं और फिर आईगन मूल्यों और आईगन फंक्शन को ढूंढ सकते हैं और फिर एक सुपरपोजिशन सिद्धांत बना सकते हैं हम समाधान के समाधान को अलग कर सकते हैं सिपरेशन चर समाधानों इस आंशिक डेरिवेटिव समीकरण के लिए जो कि यहां ऊष्मा समीकरण है जो प्रारंभिक और सीमा स्थितियों को संतुष्ट करता है जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद